छात्रों आपका स्वागत हैं हम यह जानने की प्रक्रिया में हैं कि निर्माता क्रेडिट होता है इसलिए जब हम बाजार में बेच रहे हैं जो नकदी में हो सकता है या क्रेडिट है और यह तब संभव है जब आप बाजार में अधिकतम बेचते हैं इसलिए फ़ाइनेंशियल के बाहर चलती होनी चाहिए अगर यह चाल में है तो यह उत्पादक है अगर यह स्थिर है तो इसे रोक दिया जाता है अगर यह कुछ भी नहीं कर रहा है तो यह केवल है इसकी लागत में कोई लाभ नहीं है इसलिए कभी कभी जब आपके पास अधिशेष नकदी होती है और आप विभिन्न विकल्पों का वजन करते हैं जहां उस नकदी का निवेश करना होता है तो यह एक बहुत ही उपयोगी विकल्प हो सकता है कि क्यों न अधिक निर्माण किया जाए और क्रेडिट पर बेचना हमेशा उपयोगी होता है क्रेडिट ब्याज लागत का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है या उन्हें उस ब्याज लागत का भुगतान किया जाता है जो कंपनी को वापस लौट रहा है यदि यह नकदी के निवेश के अन्य तरीकों की तुलना में बहुत कम है तो यह क्रेडिट बिक्री में नकदी का निवेश किया जाना है जिसका गुणक प्रभाव पड़ता है आपका बाजार आपकी बिक्री को बढ़ाता है और बाजार में आपके अस्तित्व को बढ़ाता है और अंततः आपकी लागत वसूल की जाती है और लाभ के साथ आपकी कीमत वसूल की जाती है इसलिए कंपनियों के लाभ में वृद्धि होती है और अंततः यह व्यवसाय का एक उद्देश्य है कि हम नकदी का उपयोग पूंजी के रूप में करें और यदि उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं है और हम बिक्री को क्रेडिट पर बेचकर अधिकतम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास निवेश करने के लिए अधिशेष नकदी है दूसरा कारण फिर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प कारण है यह फाइनेंशियल मार्केट टैरिफ क्या है मैं आपके साथ एक छोटे से उदाहरण की मदद से चर्चा करूंगा मान लीजिए कि दो पक्ष हैं एक विक्रेता है और दूसरा निर्माता है जिसे हम A कहते हैं और यहाँ खरीदार B है ठीक है A निर्माता है और B खरीदार है B उससे 10000 रुपये का सामान खरीदना चाहता है यह एक आवश्यकता है और A B से कहता है कि मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे नकद पर भुगतान करें मैं आपको 10000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूं लेकिन आपको मुझे नकद पर भुगतान करना होगा वह क्रेडिट बिक्री के लिए सहमत नहीं है B किसी भी कीमत पर उत्पाद खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास 10000 रुपये नकद नहीं हैं तो क्या होगा वह इस पैसे को बैंक से उधार लेगा बैंक वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और बैंक 20 ब्याज दर लेता है और क्रेडिट पर सामान खरीदना चाहता है वह है 3 महीने इस मामले में यदि आप गणना करते हैं तो यह पता चलेगा कि 10000 को 20 से गुणा करके 3 से गुणा किया गया है 12 से विभाजित किया गया है तो यह कितना आता है यह 3 महीने की अवधि के लिए 500 रुपये के बराबर होगा बैंक से 10000 रुपये प्रति वर्ष 20 की दर से उधार लेकर वह ब्याज शुल्क के रूप में बैंक को 500 रुपये का भुगतान करेगा अब ये 10000 रुपये वह A को चुकाएगा A को नकद मिलेगा जब आप देखते हैं कि A बैंक में उस पैसे का निवेश करेगा तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वह बाजार में पैसा लगाए और आपको पता है कि उधार देने और उधार लेने वाले के बीच ब्याज दरों में अंतर है बैंकों को जमा राशि मिलती है जमा राशि पर वे ब्याज की कम दर का भुगतान करते हैं और जब वे ऋण के रूप में उधार देते हैं तो वे उच्च ब्याज दर पर होते हैं यहाँ उदाहरण के लिए यह 10000 रुपये फिर से बैंक में जाता है और इस 10000 रुपये पर A बैंक में निवेश कर रहा है बैंक उसे 18 ब्याज देता है कितनी अवधि पर वह 3 महीने है और यह स्थिति है तो इस मामले में यदि आप इसकी गणना करते हैं कि कितनी राशि है तो यह राशि 450 रुपये है यह 500 रुपये जो B ने बैंक को भुगतान किया है और फिर उसने बैंक से रुपये उधार लेकर A को 10000 रुपये का भुगतान किया है A ने उस पैसे का निवेश किया है बैंक में और 18 की दर से जमा पर ब्याज मिला है मैं 18 बता रहा हूं अंतर 2 है लेकिन यह व्यावहारिक स्थिति में अधिक हो सकता है तो इसका मतलब है कि 50 रुपये का नुकसान हुआ है यह 50 रुपये का नुकसान है दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को 50 रुपये का नुकसान उसने 50 रुपये अधिक दिए उसे 50 रुपये कम मिले यह 50 रुपये किसको मिले वित्तीय बाजार को मिले यह पैसा वित्तीय बाजार में चला गया है इसलिए फाइनेंशियल मार्केट टैरिफ से बचने के लिए वे क्या कर सकते थे ताकि कोई भी इस 50 रुपये को न खोए जो वे कर सकते थे वह यह है कि A उसे इस पैसे को बैंक में जमा करें है और उसे 18 मिलेगा तो क्यों न मैं क्रेडिट को B तक बढ़ा दूं और ये 10000 रुपये की बिक्री मैं 20 ब्याज की दर से 3 महीने की क्रेडिट अवधि पर करूंगा इसलिए 3 महीने के अंत में वह 500 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा होगा लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुआ तब आपने 10000 रुपये बैंक में जमा करवाए 450 रुपये वापस मिल गए और अंततः दोनों को इस प्रक्रिया में 50 रुपये का नुकसान हुआ और 50 रुपये वित्तीय बाजार में जा रहे हैं यह बेहतर विकल्प होगा कि आप क्रेडिट को 20 की दर से बढ़ा सकते हैं इसलिए इसका मतलब है कि 3 महीने के अंत में 10500 रुपये मिलेंगे अब A को कितना मिल रहा है 10450 रुपये B कितना भुगतान कर रहा है वह बैंक को 10500 रुपये वापस कर रहा है बेहतर विकल्प पहले वाला होगा फिर A उस 20 के साथ लोड हो रहा है 20 के साथ उसे 5 मिल रहा है और वह 5 का भुगतान कर रहा है वह 500 प्राप्त कर रहा है वह 500 का भुगतान कर रहा है और यदि वे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो A ब्याज की दर को 19 तक कम कर सकता है वह भी 19 का भुगतान करेगा यहाँ क्या स्थिति है A को 475 रुपये मिल रहे हैं वह 475 रुपये का भुगतान कर रहा है इसलिए उसे थोड़ा नुकसान हुआ है इस आंकड़े की तुलना में 20 रुपये का नुकसान है लेकिन इस स्थिति की तुलना में 25 रुपये का लाभ है वह 475 रुपये प्राप्त कर रहा होता लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुआ और उसे 450 रुपये मिले और इस मामले में भी उसे 500 रुपये का नुकसान हुआ तो इसका मतलब है कि 50 रुपये इस मामले में दोनों आसानी से 19 लोड करने पर सहमत होंगे उसे भी कुछ मिल रहा है उसे भी कुछ मिल रहा है उसे 475 मिल रहा है वह 475 का भुगतान कर रहा है दोनों पक्षों के लिए 25 रुपये जो कि बेहतर विकल्प हो सकता था इसलिए इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और वित्तीय बाजार शुल्क में खो जाने वाले फंड अवधि बढ़ा दी गई है निर्माता द्वारा ग्राहकों के लिए यह वित्तीय बाजार का वित्तीय बाजार जादू है या यह वित्तीय बाजार की अवधारणा है कि हमें फाइनेंशियल मार्केट टैरिफ अवधि और इसलिए उस स्थिति में या तो A को लाभ मिलता है जब B को 500 रुपये में भुगतान करना पड़ता है या दोनों 25 रुपये से लाभान्वित होते हैं तो A को बैंक से मिलने वाले रिटर्न पर बेच सकते हैं सबसे अच्छा आधार क्या है आप दोनों तरीके में बेचते हैं नकद भी और क्रेडिट में बदलने की जोखिम संभावना की गणना करना है जिन्हें ध्यान में रखा जाना है हमें उस खरीदार की योग्यता का मूल्यांकन करना होगा खरीदार की वित्तीय प्रतिष्ठा विक्रेता को जानी चाहिए और अगर वित्तीय प्रतिष्ठा स्वीकार्य है या खरीदार की विश्वसनीयता स्वीकार्य स्तर पर है तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वह बढ़ी हुई कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार है इसलिए हम आसानी से कर सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार है जब लोग नकदी पर खरीदने और उन्हें नकद मूल्य पर बेचने के लिए तैयार होते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है लोग क्रेडिट पर आपके खरीदार एक अच्छी वित्तीय प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे हों तो आपको अपने खरीदारों को A B और C रेट का कोई प्रतिबंध नहीं है फिर यहां भी हमें कुछ विवेकपूर्ण साधनों का उपयोग करना होगा हमें सभी कारकों का ध्यान रखना होगा C के मामले में हमें चयनात्मक सावधान रहना होगा और हमें लगता है कि हम कुछ बुरे ऋणों की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन कुछ खराब ऋणों के लिए समायोजन के बाद भी यदि आप बिक्री कर सकते हैं तो यह बुरा नहीं है यहाँ आप कह सकते हैं कि जब आप A को बेच रहे हैं तो आप दूसरी कीमत वसूल कर सकते हैं जब आप B को बेच रहे हैं तो आप दूसरी कीमत वसूल कर सकते हैं और चूंकि आप C को बेचकर अधिकतम जोखिम उठा रहे हैं जिनकी बाजार में संदिग्ध विश्वसनीयता है आप कीमत बढ़ा सकते हैं इसलिए हम तीनों ग्राहकों की जरूरतों की सेवा कर रहे हैं क्योंकि आप उसे अधिकतम बेचते हैं आप उसे मध्यम बेचते हैं आप उसे न्यूनतम बेचते हैं तो इस तरह आप क्रेडिट बिक्री का कुछ हिस्सा A और केवल B को बेच सकें तो C को बेचने का कोई मतलब नहीं है यह ठीक है और स्वीकार्य है लेकिन अगर उत्पादन प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है और हम जितना संभव हो उतना उत्पादन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस विकल्प पर सोचना चाहिए कि यदि जोखिम लेने लायक है या हम जो जोखिम लेने जा रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है यदि यह एक परिकलित जोखिम है तो आपको यह जोखिम अवश्य लेना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट किया गया है कि 5 खराब ऋण वास्तविक अर्थों में खराब ऋण नहीं हैं तो आपको सोचना चाहिए बाजार में उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह की गणना कर सकते हैं और अगर हम गणना किए गए जोखिम को लेने के लिए विक्रेता के रूप में तैयार हैं तो हमें यह जोखिम उठाना चाहिए जो हमें गुणक प्रभाव देगा और बाजार का विस्तार करके हमें कई फायदे होंगे फिर हमारे पास अंतिम मकसद है एक प्रेरक वितरण चैनल यह बहुत महत्वपूर्ण है बाजार वितरण में हमारे पास चैनल वितरक थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता हैं विशेष रूप से अंतिम चैनल खुदरा विक्रेताओं और सीधे ग्राहक से जुड़ा हुआ है खुदरा विक्रेता खरीदारों के एजेंट के रूप में क्योंकि वह ग्राहक के बारे में अधिक चिंतित है वह खरीदार की भलाई के बारे में अधिक चिंतित है इसलिए वह अपने ग्राहक की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करना चाहता है या जिस तरीके से ग्राहक खुश महसूस करता है और हमेशा उसका स्थायी ग्राहक बना रहता है वह उसका पूर्व ग्राहक नहीं बन जाता है इसलिए जो भी वह उसे बेचने जा रहा है या वह उसे उससे खरीदने की सलाह देने जा रहा है वह हमेशा खरीदार के हित को ध्यान में रखेगा न कि विक्रेता के हित में क्योंकि विक्रेता कई हैं खरीदार भी कई हैं लेकिन वह विक्रेता को खोने का जोखिम उठा सकता है लेकिन वह खरीदार नहीं खो सकता है या वह निर्माता को खोने का जोखिम उठा सकता है लेकिन वह ग्राहक को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है आम तौर पर वितरण चैनल विशेष रूप से खुदरा विक्रेता जो सीधे ग्राहकों से जुड़े होते हैं वे खरीदारों के एजेंट नहीं होते हैं उस मामले में अब यदि आप एक निर्माता के रूप में खुदरा विक्रेताओं को निर्माताओं के प्रति वफादारी में बदलना चाहते हैं यदि आप खरीदारों से ग्राहक के लिए निर्माता के लिए स्थानांतरित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है हमें उसे क्रेडिट दे रही है वह उस कंपनी के उत्पाद को बाजार में बेचना चाहेगा ऐसी कंपनियां हैं जो अन्यथा बाजार नहीं पा रही हैं इसलिए कोई भी ग्राहक उनके उत्पादों को खरीदने के लिए इच्छुक नहीं हैं लेकिन जब हम पूरी तरह से तैयार दिमाग के साथ बाजार में जाते हैं अगर हम इस कंपनी के इस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं और इस प्रकार को लेकिन दुकान पर विक्रेता आपकी मानसिकता को बदल देता है या खुदरा विक्रेता आपकी मानसिकता को बदल देता है आप इसे खरीदते हैं जो इसकी तुलना में अधिक उपयोगी है और कई बार हम निर्णय बदलते हैं इसलिए वह यह सब क्यों कर रहा है उदाहरण के लिए यदि वह 5 कंपनियों के उत्पाद बेच रहा है यदि वह 5 अलग अलग कंपनियों जैसे A B C D और E के 5 उत्पाद बेच रहा है तो ग्राहक विक्रेता से अत्यधिक प्रभावित होता है चाहे वह A B C D चाहता हो या E क्योंकि A भी उसे कुछ मार्जिन दे रहा है लेकिन जहां उसे अधिकतम लाभ हो रहा है वह उस उत्पाद को ग्राहक को सौंपना चाहेगा और वह उस कंपनी की मदद करना चाहेगा आपको इस कंपनी के उत्पाद को खरीदना चाहिए क्यों इंसेटिव अवधि देकर भी खरीद सकते हैं यह भी संभव है कि आप ऐसा कर सकते हैं और जो कंपनियां उसे अधिकतम क्रेडिट नहीं है तो आप कहेंगे कि यह आपकी पसंद है कि आप A B C D या E के लिए जाते हैं वह इस बारे में परेशान नहीं है वह उत्पाद बेचना चाहता है और सुनिश्चित करता है कि ग्राहक उत्पाद के साथ जाए वह किस उत्पाद को खरीदता है वह इसके बारे में परेशान नहीं है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि लोडिंग फैक्टर अवधि देकर कभी कभी वे खरीदारों से खुदरा विक्रेताओं की वफादारी को निर्माता में स्थानांतरित कर सकते हैं फिर उसके पास ग्राहक के एजेंट देना भी इसका कारण हो सकता है बिक्री को अधिकतम कैसे करें या खुदरा विक्रेता को खरीदारों से विक्रेताओं के प्रति वफादारी को बदलने में कैसे मदद करें इसलिए ये अधिशेष नकदी के निवेश के लिए अलग अलग उद्देश्य हैं हम क्रेडिट पर क्यों बेच रहे हैं तो पहले नकदी के लिए जाएं और उसके बाद क्रेडिट में द्विभाजन नहीं करते हैं इसलिए उस स्थिति में कुल बिक्री बिक्री का अधिकतमकरण सबसे बड़े बाजार में अधिकतम उपस्थिति और सबसे बड़ा बाजार हिस्सेदारी हासिल करना या बनाए रखना हम अगले भाग में यहाँ क्रेडिट पर B को बेच रहा है A कहता है कि यदि आप 2 महीने की क्रेडिट अवधि चाहते हैं तब मैं 18 की दर से ब्याज वसूल करूंगा क्योंकि वह ब्याज वसूल करेगा इसलिए हम सीमांत लागत पर विचार कर रहे हैं अब यहाँ यदि आप B को खरीदार के रूप में और उसकी पूंजी की लागत के बारे में बात करते हैं इस मामले में उदाहरण के लिए हमें यह देखना होगा कि अवधि का ब्याज कितना है और पूंजी की लागत कितनी है वह तुलना करेगा और उस स्थिति में वह देखेगा कि 2 महीने के लिए उस से 8 ब्याज लिया जाएगा बैंक को कितना ब्याज देना होगा उदाहरण के लिए यदि वह नकदी पर खरीदता है तो कोई ब्याज नहीं है और अगर वह क्रेडिट मिल रहा है यह 6 है इस मामले में वह क्या करेगा वह फंड खरीदेगा या उधार लेगा वह बैंक से धनराशि उधार लेगा और फिर निर्माता A को भुगतान करेगा और हम देखेंगे कि वह किस दर पर उधार ले रहा है यहां यह 6 नहीं है लेकिन यहां ब्याज की दर 10 है यहां ब्याज की दर बैंक से 10 है यदि वह नकदी खरीदना चाहता है तो उसे बैंक से पैसा उधार लेना होगा या इस अवसर के लिए उसकी पूंजी की लागत 10 है इसलिए यदि वह बैंक को 10 का भुगतान कर रहा है और वह भुगतान नकद पर कर रहा है तो किस अवधि के लिए ब्याज 10 बैंक में जा रहा है लेकिन अगर 2 महीने के लिए क्रेडिट अवधि के लिए निर्माता भी 10 चार्ज कर रहा है तो अधिकतम हम 3 महीने तक जा सकते हैं लेकिन इस मामले में जब आप अगले महीने के बारे में बात करते हैं तो यह चौथामहीना होता है यदि आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो यह प्रतिवर्ष 10 वसूल करेगा जहाँ निर्माता प्रतिवर्ष 12 चार्ज कर रहा है तो क्या होगा यह खरीदार होने के बावजूद खरीदार को बाधित करेगा जब हम कहते हैं कि खरीदार का इरादा हमेशा पैसे के वर्तमान मूल्य को कम करना है तो वह विक्रेता को वापस भुगतान कर रहा है वह खुद कहेंगे कि मेरी क्रेडिट अवधि के लिए उत्पाद खरीदना होगा इसमें वह बैंक से पैसा उधार लेता है और निर्माता को भुगतान करता है इसलिए वह 4 महीने की क्रेडिट को 3 महीने तक सीमित कर देगा और यह कि क्रेडिट है क्योंकि उस मामले में खरीदार के लिए सीमांत लागत में वृद्धि होगी क्योंकि चौथे महीने में लोडिंग फैक्टर निर्माता से बहुत अधिक है अवसर की तुलना में या उधार लेने की तुलना में बैंक से इसलिए वह 4 महीने की क्रेडिट अवधि के बजाय 3 महीने की क्रेडिट अवधि के लिए जाएगा तो यह एक महत्वपूर्ण कारण है जो खरीदार द्वारा अपेक्षित होने या प्राप्त होने की क्रेडिट अवधि को सीमित कर रहा है और कंपनियों के पास क्रेडिट बिक्री को लोड करने के कारण भी हैं क्योंकि उन्हें पूंजी की लागत को पुनर्प्राप्त करना होगा अन्य महत्वपूर्ण सीमा टैक्स संरक्षण है जो फिर से बहुत बहुत ही रोचक और गंभीर विचार है जो कि क्रेडिट अवधि को किसी भी सीमा या किसी भी महीने की किसी भी सीमा तक विस्तारित न होने की सीमा के लिए विचार है यही कारण है कि मैं अगली कक्षा में आपसे चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद